छात्रों आपका स्वागत है तो पिछली कक्षा में हम तरलता अनुपात के मानदंड के बारे में बात कर रहे थे दूसरे तरीके से हम उन्हें रूल्स ऑफ थंब के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने देखा कि हमारे पास 3 महत्वपूर्ण तरलता अनुपात हैं तो मैंने आपसे कहा कि पहले अगर आप रूल्स ऑफ थंब के बारे में बात करते हैं 1991 तक या 1991 के थोड़ा बाद तो हम इन 3 नियमों का पालन कर रहे हैं और इसका कारण मैंने पिछली कक्षा में बताया था क्योंकि किसी को लागत की परवाह नहीं है क्योंकि एक उत्पाद के निर्माण के लिए बाजार में एक ही खिलाड़ी है और अब आप बाजार के अधिकांश उत्पादों के बारे में सोचे स्टील उद्योग में हमारे पास कई 5 सितारा होटल थे जो सरकार के स्वामित्व में थे और कई अन्य क्षेत्र अगर आप बात करें यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों के विशाल बाजार का पूरी तरह से दोहन करने के बावजूद बहुत खराब वित्तीय स्थिति में थी और वे जो भी उत्पादों का निर्माण कर रहे थे वे जो भी कीमत हम से वसूल रहे थे हम एक बड़ी कीमत दे रहे थे और उसके बाद भी वे घाटे वाली कंपनियां थीं और भारतीय अर्थव्यवस्था के इस उदारीकरण के बाद उन्हें बंद करना पड़ा तो वह एक अलग कहानी है मैं इसमें नहीं जाऊंगा लेकिन जहां तक कार्यशील पूंजी प्रबंधन का सवाल है यह उस समय बहुत खराब था और यदि आप देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का इस देश के कुल कारोबार में वर्चस्व था वे लागत के बारे में कभी परेशान नहीं हुए और वित्तीय लागत उनके लिए कुछ भी नहीं थी उत्पादन की कुल लागत के हिस्से के रूप में माना जाने वाला कुछ भी नहीं था इसलिए वे तरलता का आनंद ले रहे थे और वे वर्तमान अनुपात के इस उच्च स्तर को बनाए हुए थे अब वर्तमान अनुपातों के स्तर के मानदंडों को संशोधित किया गया है वर्तमान अनुपात के उच्च स्तर होने का एक कारण फर्मों की अक्षमता थी क्योंकि वे तरलता को बनाए रखने और प्रबंधित करने में सक्षम नहीं हैं और दूसरा कारण बैंकों की आवश्यकता थी मैंने आपको पिछले कुछ समय में बताया है कि भारत में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है बैंक का सबसे पसंदीदा सबसे सुविधाजनक और सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला स्रोत है इसलिए हर कोई बैंक वित्त और बैंकों का सहारा लेता है क्योंकि कोई आवश्यकता होती है या कोई ऐसा होता है जिसे आप शर्त कह सकते हैं सरकार की एक शर्त यह भी है कि जहां तक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कह सकते हैं देने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए यदि बैंक कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के लिए कॉलेटरल नहीं है इसलिए चूंकि व्यवसायों या फर्मों या कंपनियों को कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के लिए कोई कॉलेटरल आपके द्वारा भुगतान किए जाने हैं या फर्म द्वारा बैंक को लौटाए जाने हैं तो किसी भी मामले में उदाहरण के लिए आपकी नकदी पर्याप्त न हो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज का 100 हैं तो इसका मतलब है कि धन का आधा हिस्सा बैंक वित्त से आ रहा है और आधा धन आपके स्वयं के अन्य स्रोतों दीर्घकालिक स्रोतों से आ रहा है इसलिए बैंक के फंड अनुपात इतना रखना होगा पहला कारण यह था कि कई क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला गया था और जब निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई थी और कई कंपनियां निजी क्षेत्र की कुशल सर्वश्रेष्ठ कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं आई तब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई जब प्रतियोगिता बढ़ी तो स्वाभाविक रूप से असक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाड़ियों को बाजार से बाहर जाना पड़ा या अगर बाजार से बाहर नहीं गए तो वे बाजार की एक बड़ी राशि खोने के लिए बाध्य थे और जब उन्हें बाजार की एक बड़ी राशि खोनी पड़ी उस मामले में इसका मतलब यह है कि आप इसे जीविका का खतरा भी कह सकते हैं इसमें जीविका का खतरा का मतलब है कि अगर वे उसी क्षेत्र में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के पक्ष में जल्दी से बाजार खो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे हितधारक हैं और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हितधारक कर्मचारी हैं यदि व्यवसाय बंद हो जाता है कंपनी बंद हो जाती है तो अधिकांश लोग सड़कों पर आ जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी इसलिए उन्हें किसी तरह शो चलाना होगा इसलिए कुछ मामलों में वे निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं और जब प्रतिस्पर्धा का सवाल होता है तो प्रतिस्पर्धा का सवाल 2 चीजों के संदर्भ में आता है एक बात यह है कि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया जाना और दूसरी बात यह है कि उत्पादन की लागत को नीचे लाना और इसलिए कि कीमत प्रतिस्पर्धी है क्योंकि लागत मूल्य का आधार है इसलिए यदि तैयार उत्पाद या अंतिम उत्पाद की बाजार में कीमत कम रखनी है तो आपको पहले लागत कम करनी होगी इसलिए लागत को कम करने के लिए लागत को कम करने के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है वित्तीय लागत जिसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किया गया था यही कारण है कि वे इस बहुत ज्यादा मौजूदा अनुपात रखने की विलासिता कर रहे थे अब वे बहुत उच्च वित्तीय लागत वहन नहीं कर सकते उन्हें वित्तीय लागत को नीचे लाना होगा और उन्होंने महसूस किया कि कुल लागत में वित्तीय लागत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कुल लागत में वित्तीय लागत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया उन्होंने और निजी क्षेत्रों सहित सभी उधारकर्ताओं ने बैंकों से अनुरोध किया कि अब देश के परिवर्तित प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में इतनी ज्यादा वर्तमान अनुपात यानी कि 2 1 रखना संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास करंट ऐसेट रखना चाहते हैं यदि आप कुछ सुरक्षा रखना चाहते हैं तो हम इसे एक से अधिक रखने के लिए तैयार हैं हम नहीं चाहते हैं कि वर्तमान अनुपात 1 1 होना चाहिए हम इसे 1 से अधिक रखने के लिए तैयार हैं लेकिन 2 1 नहीं तो बैंकों ने सहमति व्यक्त की कि ठीक है आप अनुपात को कम कर लीजिए लेकिन कम से कम आपका वर्तमान अनुपात संतोषजनक वर्तमान अनुपात 133 1 माना जाएगा इसलिए आज के परिदृश्य में 33 करंट ऐसेट को दीर्घकालिक स्रोतों से वित्तपोषित किया जाना चाहिए और शेष धन बैंक वित्त सहित अल्पावधि स्रोतों से आ सकता है तो अब यही कारण है कि वर्तमान अनुपात के मानदंड को संशोधित किया गया है और अब वर्तमान अनुपात का नया मानदंड 133 1 है यह न्यूनतम सीमा स्तर है यह न्यूनतम मानदंड है वर्तमान अनुपात इससे अधिक हो सकता है लेकिन अगर इसे इस स्तर से कम करना है अगर आप इसे कम करते हैं तो यह 13 या 133 से नीचे चला जाता है अगर यह इस स्तर से नीचे चला जाता है तो बैंक वित्त की उम्मीद नहीं कर सकते है फर्म बैंक वित्त की अपेक्षा नहीं कर सकती है अगर वे बैंक वित्त पर निर्भर हैं तो यह उनके ऊपर है उनके पास वर्तमान अनुपात हो सकता है जो 07 1 या 08 1 या 06 1 है यह उनकी इच्छा है फिर कोई समस्या नहीं है यह अनुपात आम तौर पर बैंकों द्वारा आवश्यक है जब हम कार्यशील पूंजी वित्त जैसे कि कार्यशील पूंजी ऋण या लिमिट है किसी भी समय यदि बैंकों के फंड है फंड जो दीर्घकालिक स्रोतों से आए हैं वे हमेशा फर्म के साथ उपलब्ध होंगे तो फर्म को तरलता की समस्या नहीं होगी यही कारण है कि बैंक चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई कॉलेटरल को बाजार में बेचकर और धन की वसूली नहीं कर सकते जब हम लंबी अवधि के फंड के लिए यहां तक कि हम घर खरीदने के लिए भी उधार लेते हैं घर को बैंक में गिरवी रखा जाता है हम कार खरीदने के लिए बैंक से पैसे उधार लेते हैं कार को बैंक के पास गिरवी रख दिया जाता है जब आप बैंक को ऋण चुकाने में चूक करते हैं तो वे तुरंत आपके घर का नियंत्रण ले लेंगे वे आपकी कार का नियंत्रण ले लेंगे वे असेट्स नहीं करेंगे इसीलिए यह कुशन वहाँ है कि हाँ 2 1 नहीं बल्कि 133 1 को हर समय वहाँ रहना है अब मैं आपके साथ एक बात पर चर्चा करूंगा कि बैंक भारत में कार्यशील पूंजी वित्त कैसे प्रदान करते हैं या कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने के तरीके क्या हैं क्योंकि हम इस तरलता और तरलता अनुपात के संबंध में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो आओ इस बारे में जाने कि बैंक कैसे कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करते हैं इसलिए यह बैंकों की आवश्यकता के कारण है कि वर्तमान अनुपात मानदंड इस स्तर पर तय किए गए थे और अब उद्योग के अनुरोध पर क्योंकि वित्तीय लागत भी अब महत्वपूर्ण लागत है इसलिए बैंकों ने सहमति व्यक्त की है कि हाँ इन मानदंडों को संशोधित किया जा सकता है और नीचे लाया जा सकता है लेकिन फिर भी वर्तमान अनुपात सकारात्मक अनुपात होना चाहिए यह 1 से अधिक होना चाहिए और स्तर 133 1 है लेकिन यह न्यूनतम स्तर है अधिकतम स्तर नहीं आपको वर्तमान अनुपात का न्यूनतम स्तर बनाए रखना होगा जो 133 1 है फिर क्विक अनुपात या नकद अनुपात 05 1 है अब क्योंकि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हम तरलता अनुपात के मानदंडों या नियमों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि फर्मों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में बैंक वित्त कैसे प्रदान किया जाता है और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आज भी भारतीय व्यापार या व्यापारिक संगठनों की 80 90 कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बैंकों द्वारा पूरी की जाती है यह बैंक वित्त है जो कार्यशील पूंजी प्रदान करने या फर्मों की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे लोकप्रिय है लेकिन ऐसा अन्य देशों में नहीं है तो आइए पहले चर्चा करते हैं कि भारत में बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त कैसे प्रदान किया जाता है तो 3 तरीके हैं एक है सीसी ये 3 मानक हैं कि बैंकों द्वारा उद्योग को कार्यशील पूंजी वित्त कैसे प्रदान किया जाता है सीसी सीमा के तहत यह सीमा कैसे काम करती है सबसे पहले एक कंपनी जिसे बैंकों से कार्यशील पूंजी वित्त की आवश्यकता होती है वे अनुरोध करते हैं वे बैंक को एक प्रस्ताव भेजते हैं कि हम एक विनिर्माण संगठन हैं और हमारा कुल वार्षिक कारोबार यह है और हमारी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं इतनी हैं तो यह 100 आवश्यकताओं में से शायद 10 20 हमारे आंतरिक स्रोतों से आएगा और शेष राशि के लिए वे बैंक मैं आवेदन करते हैं कि उन्हें नकद क्रेडिट सीमा को मंजूरी देकर कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान किया जाए बैंक न्यूनतम पिछले 3 वर्षों के लिए उनकी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करेगा जिसके लिए कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट लाभ और हानि खाते और पिछले 3 वर्षों की अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक है बैंक इसका विश्लेषण करेगा और फिर दोनों पारस्परिक रूप से किसी आंकड़े पर पहुंचेंगे कि हां यह कार्यशील पूंजी वित्त का अधिकांश भाग फर्म को प्रदान किया जा सकता है फर्म अधिक मांग करेगी बैंक तब इसका विश्लेषण करेगा बैंक कुछ कटौती लागू करेगा और फिर वे कहेंगे कि अगर फर्म 100 रुपये के लिए कह रही है तो बैंक कहेगा कि नहीं हम आपको 100 रुपये नहीं 80 रुपये दे पाएंगे इसलिए अंत में एक आंकड़े पर सहमति व्यक्त की जाती है कि हां फर्म की कुल आवश्यकता पूरे वर्ष की अवधि के लिए 1 या 10 लाख रुपये 1 मिलियन रुपये है यह फर्म के आकार के आधार पर 1 मिलियन या 2 मिलियन रुपये या 3 मिलियन रुपये या 1 बिलियन है लेकिन बैंक चाहते हैं कि आंशिक रूप से हम आपको सीसी कैसे काम करती है नकद क्रेडिट सीमा और फर्म को क्या लाभ है और बैंक को क्या नुकसान है तो नकद क्रेडिट सीमा यह कैसे काम करता है उदाहरण के लिए 1 मिलियन लिखेंगे वह चेक आपूर्तिकर्ता को भेजा जाएगा और आपूर्तिकर्ता इसे बैंक को प्रस्तुत करेगा और बैंक बिल को मंजूरी देगा यहां शर्त यह है कि जब भी फर्म को निधियों की आवश्यकता हो वे सीसी लिमिट बिक्री के कारण धनराशि मिलती है तो उन निधियों को उसी खाते में जमा किया जाना चाहिए यह मामला नहीं है कि आप इस खाते का उपयोग धन को निकालने के लिए या उधार लेने के लिए करते हैं और जमा करने के लिए आप किसी अन्य खाते का उपयोग करते हैं नहीं बैंकों द्वारा यह शर्त है कि निकासी भी इसी खाते से होगी और जमा भी इसी खाते में होगा फर्म का कुल संचालन यानी कि उधार के साथ साथ जमा भी इस खाते के माध्यम से ही होगा फर्म किसी अन्य बैंक या उसी बैंक की किसी अन्य शाखा में कोई अन्य खाता नहीं रखेगी इसलिए यहां पहले मामले में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए फर्म ने 2 लाख रुपए उधार लिए और उस 2 लाख रुपये का उपयोग फर्म ने 15 दिनों की अवधि के लिए किया है 15 दिनों के बाद फर्म को कुछ क्रेडिट या 10 लाख रुपये पर वापस आ जाएगा क्योंकि जब वे 2 लाख वापस ले लेते हैं तो खाता शेष 8 लाख हो जाता है लेकिन जब उन्हें बिक्री नकदी या क्रेडिट से किसी स्रोत से नकदी प्राप्त होती है तो उन्होंने जमा किया कि बैंक में 2 लाख रुपये और अब फिर से खाता शेष 1 मिलियन रुपये हो गया है या 10 लाख रुपये अब सवाल यह उठता है कि बैंक कितने समय के लिए ब्याज और शुल्क लगाएगा और कितनी राशि पर यहां सीसी लिमिट की खूबी यह है कि फर्म ने 10 लाख रुपये में से केवल 2 लाख रुपये का इस्तेमाल किया है फर्म ने शेष 8 लाख रुपये नहीं निकाले हैं और यह कि 2 लाख रुपये भी केवल 15 दिनों की अवधि के लिए निकाले या उपयोग किए गए हैं इसलिए बैंक 15 दिनों की अवधि के लिए केवल 2 लाख रुपये पर ब्याज वसूलेगा और शेष 8 लाख रुपये पर और शेष अवधि के लिए व्यवसाय से फर्म से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा इसलिए यही कारण है कि व्यवसाय कार्यशील पूंजी ऋण के बजाय सीसी रुपये ऋण को मंजूरी दी है क्या फर्म पूरे 10 लाख रुपये का उपयोग करता है क्या फर्म 1 लाख रुपये का उपयोग करता है क्या फर्म एक पैसे का भी उपयोग नहीं करता है फर्म को 1 मिलियन सीमा के तहत एक लचीलापन है कभी भी आपको धन की आवश्यकता होती है आप उसे निकाल सकते हैं जिस अवधि के लिए आप धनराशि का उपयोग कर रहे हैं आप इसका उपयोग कर रहे हैं और जब आप निधियों को वापस जमा करते हैं तो बैंक यह गणना करेगा कि इतनी राशि निकाल ली गई थी और इस अवधि के लिए इस राशि का उपयोग किया गया था तो इसका मतलब है कि आपको इस अवधि के लिए हमें ब्याज का भुगतान करना होगा इसलिए यह बैंकों पर एक बड़ा दबाव है यह बैंकों पर एक बड़ा दबाव है कि कभी कभी उनके फंडस नहीं मिल रहा है और आखिरकार बैंक को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है इसलिए फर्म सीसी है क्रेडिट अवधि समाप्त होने के बाद उस क्रेडिट बिक्री की वसूली की जाएगी और भारत में उदाहरण के लिए क्रेडिट अवधि सामान्य रूप से 45 दिन से 2 महीने 60 दिन तक होती है तो कुछ फर्मों को 2 महीने 60 दिन का क्रेडिट को नकदी में बदल देंगे फिर वे देखते हैं कि इन्वेंट्री बिक्री है इसलिए यदि फर्म को तत्काल धन की आवश्यकता है और उस मामले में धन प्राप्त करने का कोई अन्य स्रोत नहीं है तो क्या होगा उस स्थिति में क्या होगा फर्म उन क्रेडिट बिक्री बिलों के साथ बैंक में जाएगी कि हमारे पास इतना है बैंक और फर्म पता लगाते हैं कि उनकी वित्तीय आवश्यकता कितनी है 2 लाख रुपए ठीक कितने दिनों के लिए 1 महीने के लिए ठीक वे 1 महीने की अवधि के लिए 2 लाख रुपये चाहते हैं उनकी सीसी बिक्री बिल है इन बिलों के साथ वे बैंक जाएंगे और वे कहेंगे कि देखो हमारे पास 3 लाख रुपये के बिल हैं हम क्रेडिट पर बेचते हैं यह पैसा 2 महीने बाद हमारे पास आ रहा है लेकिन हमें 30 दिनों की अवधि के लिए धन की आवश्यकता है इसलिए आप कृपया बिलों को रखें और हमें 3 लाख या 2 लाख की राशि या कहीं बीच में दे सकते हैं बैंक नियमों और विनियमों के अनुसार कितना दे सकते हैं तब बैंक इसके बारे में सोच सकता है बैंक उन क्रेडिट बिक्री बिलों को देख सकते हैं और आम तौर पर क्या होता है बैंक उन क्रेडिट बिक्री बिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं ये 3 श्रेणियां हैं ए के लिए एक नियमित आपूर्तिकर्ता है सुजुकी मोटर्स जो कम क्रेडिट योग्य हो उसको आपूर्ति कर रहा हो अब उन कुल बिलों को बैंकों द्वारा 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा बैंक ए के मामले में भी यह सुरक्षित है क्योंकि यह कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन बिलों की सी श्रेणी जो मामूली रूप से सुरक्षित है बैंक खरीदते हैं और अगर अभी भी कोई आवश्यकता है कंपनी फंडस श्रेणी का हिस्सा खरीदेगा वे इन बिलों को सुरक्षा के रूप में रखेंगे और इस बी श्रेणी के बिलों की कुल राशि का 80 तक बैंक तुरंत फर्म को दे देगा 20 बैंक द्वारा रखा जाता है और उस नियत तारीख पर हिसाब किया जाएगा जब वह क्रेडिट खरीदार या कर्जदार कंपनी को भुगतान करेगा उस स्थिति में या तो कंपनी को भुगतान प्राप्त होगा और फिर वे बैंक को भुगतान करेंगे या कभी कभी कंपनी देनदार को बैंक को सीधे भुगतान करने के लिए सूचित करती है कि हमने पहले ही बिल को डिस्काउंट करवा लिया है इसलिए जब बैंक को देनदार से भुगतान मिल जाता है तो बैंक खाते का निपटान करेगा बैंक अब कहेगा कि कुल सीटें 100 हैं बता दें कि बैंक ने उदाहरण के लिए 2 लाख रुपये दिए थे तो 2 लाख रुपये सिर्फ 80 है तो उन्हें 100 के लिए बिल मिलेंगे तो 100 में से बैंक कहेगा कि 80 पहले से ही फर्म को दिया गया है अब 20 में से बैंक अपने पहले ब्याज शुल्क कमीशन और प्रशासनिक शुल्क घटाएगा और यदि कोई राशि बची है तो वह मुख्य फर्म विक्रेता को हस्तांतरित कर दी जाएगी अन्यथा बैंक द्वारा 20 का उपयोग उनकी ब्याज उनके कमीशन और उनके प्रशासनिक शुल्क की वसूली के लिए किया जाएगा यदि कुछ राशि बची है तो ही फर्म को मिलेगी उदाहरण के लिए कुल ब्याज प्रशासनिक शुल्क और कमीशन के रूप में 10 निकलता है तो इसका मतलब है कि शेष 10 बैंक द्वारा फर्म को दिया जाएगा तो इस मामले में फर्म को इस सुविधा के तहत तुरंत 90 क्रेडिट बिक्री मिल सकती है जो वे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें 10 का नुकसान उठाना होगा लेकिन वे धन प्राप्त कर सकते हैं वे बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं और वे तरलता भी बनाए रख सकते हैं तो इस प्रणाली के तहत बिलों की क्रेडिट बिक्री बिलों की डिस्काउंटिंग की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें कार्यशील पूंजी वित्त की आवश्यकता होती है आरबीआई सीमा के रूप में 2 करोड़ दिए जा सकते हैं यदि कुल आवश्यकता अधिक है तो 8 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि कार्यशील पूंजी ऋण के माध्यम से या बिल में डिस्काउंटिंग है वे वर्तमान बैंक से नए बैंक में स्थानांतरित हो जाएंगे इसलिए बैंक 10 करोड़ और उससे अधिक के इस थ्रेशहोल्ड सुविधा के रूप में होना चाहिए सीसी है

लेकिन कार्यशील पूंजी ऋण के तहत भी अगर आप अमेरिका में बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण लेना चाहते हैं तो वे क्या कहते हैं वे क्या करते हैं क्या शर्तें हैं कि यदि हमें कुल आवश्यकता फर्म की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मान लीजिए 1 मिलियन डॉलर के रूप में रखे जाएंगे और उस 5 लाख डॉलर पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा एक बार जब आपने उस 5 लाख रुपये को जमा कर दिया तो बैंक 1 मिलियन डॉलर के रूप में दे चुकी हैं और जहां तक ब्याज की बात है तो फर्म को उनके 5 लाख पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है लेकिन बैंक कुल 1 मिलियन डॉलर पर ब्याज वसूल रहा है तो अमेरिका में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का उपयोग करते हैं अमेरिका में फैक्टरिंग वित्त का उपयोग करते हैं इसलिए फर्म विभिन्न अन्य स्रोतों का उपयोग करती हैं यही कारण है कि अन्य स्रोत अमेरिका में या अन्य देशों में बहुत लोकप्रिय हैं बैंक वित्त नहीं यह केवल भारत में ही है कि बैंक वित्त ही कार्यशील पूंजी का सबसे लोकप्रिय स्रोत है क्योंकि यह कार्यशील पूंजी या फर्मों की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे सस्ता सबसे सुरक्षित आसानी से उपलब्ध वित्त का स्रोत है अन्य देशों में आम तौर पर कार्यशील पूंजी कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में आती है सीसी सीमाओं के तहत नहीं इसलिए यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उन कंपनियों की दक्षता को देखें भारत में हमने 1991 तक वित्तीय लागत के बारे में कभी भी परवाह नहीं की उसके कुछ साल बाद भी 2000 तक भी वे कंपनियां जो बहुत भारी वित्तीय लागत का भुगतान कर रही हैं वे कहती हैं कि वे बहुत भारी श्रम लागत और अन्य प्रकार की लागत का भी भुगतान कर रही हैं उन अर्थव्यवस्थाओं में कर भी फिर से अधिक है इसके बावजूद कि वे अपने देश में सबसे अच्छे उत्पादों का निर्माण करने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं और वे उस उत्पाद को अपने देश के बाजार में नहीं बल्कि दुनिया के बाजारों में वितरित कर रही हैं उदाहरण के लिए आप जनरल मोटर्स केवल अमेरिका को कारों की आपूर्ति नहीं कर रही है वे भारत में हैं वे दुनिया के कई देशों में हैं इस तरह की समस्याओं का सामना करने के बाद उनकी वित्तीय लागत अधिक होती है उनकी श्रम लागत अधिक होती है उनकी अन्य इनपुट लागत अधिक होती है इसके बावजूद कि वे इतने प्रतिस्पर्धी हैं वे इतने कुशल हैं कि वे भारतीय बाजार में भी कारों को बेचने में सक्षम हैं और भारतीय परिदृश्य में व्यवसाय की स्थिति को देखते हैं जहां वित्त इतनी आसानी से उपलब्ध है श्रम इतना सस्ता है कच्चा माल एक बड़ी हद तक आसानी से उपलब्ध है लेकिन अभी भी हम इन बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं तो इस कारण से इस समस्या के कारण भारतीय व्यवसाय अपने खोल से बाहर नहीं आ पाया है विकसित नहीं हो सका प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सका और उस कारण से हम अभी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं हमारी कारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आ रही हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहा है हमारा सीमेंट की तरलता स्थिति विभिन्न तरलता अनुपातों उनकी वर्तमान अनुपातों पर शेष चर्चा मैं आपके साथ अगली कक्षा में करूंगा